आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चरस में फिर से स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 22 है और हम अपनी चर्चा इंटीग्रल कैलकुलस पर जारी रखेंगे विशेष रुप से इंप्रोपर इंटीग्रल टाइप 1 पर और आज हम टाइप 1 इंटीग्रल्स के कन्वर्जंस के बारे में बात करेंगे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि टाइप 1 के इंटीग्रल्स का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और उस मान के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डायवर्ज लेकिन आज हम किसी और टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर हम बिना इंटीग्रल का मान ज्ञात करें यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे की इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डायवर्ज हम फिर से याद करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने टेस्ट केस के बारे में चर्चा की थी जो यह था a1xpdx यह p 1 के लिए कन्वर्ज करता है और यदि p ≤1 तो डायवर्ज करता है यह टेस्ट इंटीग्रल दूसरे इंप्रोपर इंटीग्रल्स से तुलना करने के और कन्वर्जंस का निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत उपयोगी है यहां पर कन्वर्जंस p पर निर्भर करता है तो उन सभी मानो के लिए जिनके लिए p1 से ज्यादा है इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और p ≤1 इंटीग्रल डायवर्ज करता है यहां पर हम टाइप 1 के इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे हम फिर से दोहराते हैं कि abfxdx टाइप 1 का इंटीग्रल होता है जब हमारा fx दी हुई रेंज a से b जहां a ∞ और या b∞ मे बॉउंडेड है जब लिमिट ∞ से तो इंटीग्रल टाइप 1 का होता है हम ऐसे इंटीग्रल्स जहां लिमिट में आती है के कन्वर्जंस के बारे में बात करेंगे यह बहुत ही उपयोगी टेस्ट है जिसे हम कंपैरिजन टेस्ट 1 कहते हैं हम यहां मानते हैं की f और g ac∀c≥a में इंटीग्रेबल है और 0≤f≤g∀xa तो afxdx कन्वर्ज करता है यदि agxdx कन्वर्ज करता है agxdx डायवर्ज करता है यदि afxdx डायवर्ज करता है यहां पर इंटीग्रल क्या है इंटीग्रल g तो g f से ज्यादा मान ले रहा है इस केस में यह इंटीग्रल बड़ा है क्योंकि g का मान ज्यादा है तो हमारे पास यह रिलेशन है जब g बड़ा है यानी कि इंटीग्रल agxdx का मान इंटीग्रल afxdx से ज्यादा है चाहे हम किसी भी रेंज की बात करें जैसे कि a से यदि यह इंटीग्रल उस केस में एक्जिस्ट करता है तो हमारे पास ऐसा परिणाम होता है तो यदि यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है क्योंकि इसका मान बड़ा है और g xaके लिए ज्यादा मान लेता है इस स्थिति में इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा क्योंकि यदि यह मान एक्जिस्ट करता है और यह छोटा है तो यह भी एक्जिस्ट करेगा और यहां पर एक और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं की agxdx डायवर्ज करता है यदि afxdx डायवर्ज करता है यदि छोटा इंटीग्रल afxdx डायवर्ज करता है तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि agxdxडायवर्ज करेगा क्योंकि f xaके लिए छोटे मान लेता है यदि यह इंटीग्रल एक्जिस्ट करता है तो स्वाभाविक रूप से यदि यह f के छोटे मानो के लिए एक्जिस्ट नहीं करता है तो यह भी एक्जिस्ट नहीं करेगा और डायवर्ज करेगा यहां पर हमारे पास दूसरा टेस्ट है जिसे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट 2 कहते हैं यह फिर से एक उपयोगी टेस्ट है तो हमारे पास f और g हैं और वह a से c की रेंज में इंटीग्रेबल है जहां ca है यहां पर फिर से f नॉन नेगेटिव वैल्यू लेता है और gxa के लिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और फिर हम बात करेंगे इस बारे में जब हम लिमिट x→∞ लेते हैं हम fxgx पर विचार करते हैं हमारे पास दो फंक्शन हैं और हमें वास्तव में x→∞ पर इन फंक्शन के रेश्यो का व्यवहार देखने को मिलता है और यदि हमें एक नॉन जीरो नंबर k मिलता है उस स्थिति में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब x→∞ तब f और g का व्यवहार समान है क्योंकि हमें एक कांस्टेंट मिल रहा है इंटीग्रल्स जहां हमारे पास afxdxहै उन्हें हम टाइप 1 इंटीग्रल कहते हैं और यह साथ साथ कन्वर्ज या डायवर्ज करते हैं और इस वजह से हमें समस्या होती है जब x→∞ और हमने यह भी देखा fx औरgx समान रूप से व्यवहार करते हैं जब x→∞ और उस केस में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हमें यह लिमिट नॉन जीरो नंबर k मिलती है तो इंटीग्रल afxdx या इंटीग्रल agxdx या दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे या दोनों साथ में डायवर्ज करेंगे हम इन सभी रिजल्ट को प्रूव नहीं कर रहे हैं लेकिन इनट्यूशन से हम यह देख सकते हैं कि यह सभी रिजल्ट लागू होते हैं उदाहरण के लिए मैंने यह कहा कि दोनों फंक्शन का व्यवहार x→∞ पर समान है और उस केस में मैं यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकता हूं कि यदि यह कन्वर्ज करता है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा और यदि यह डायवर्ज करता है तो दूसरा भी डायवर्ज करेगा यह बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि दिए थे इंटीग्रल के लिए मान लीजिए fx दिया हुआ है हम एक ऐसा g बनाएंगे जिसका व्यवहार हमें पता है या हमें यह पता है की g पर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डायवर्ज इस इंटीग्रल के व्यवहार से हम दूसरे इंटीग्रल के कन्वर्जंस का निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं और यदि k शून्य है तो क्या होगा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि k शून्य है यानी कि यह दूसरे फंक्शन की अपेक्षा की ओर जल्दी से कन्वर्ज होता है तभी यह डोमिनेट करेगा यहां पर g डोमिनेट करेगा और तब x→∞ पर यह शून्य की ओर जाएगा तो इस केस में g डोमिनेटिंग फंक्शन है इसीलिए हमें k0 मिलेगा और इस केस में यदि यह g इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो हमारे पास यह फंक्शन है जो x→∞ की ओर जाने पर डोमिनेट करेगा और यदि यह कन्वर्ज करता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा यह फिर से बहुत सरल है क्योंकि जब x→∞ की ओर अग्रसर होता है तब यह लिमिट शून्य हो जाती है तो यहां पर जैसे जैसे x→∞ की ओर अग्रसर होता है g f से ज्यादा तेजी से बढ़ता है यह की ओर ज्यादा तेजी से बढ़ता है इसीलिए हमें यहां पर 0 मिल रहा है इसी वजह से यहां पर यदि g कन्वर्ज होता है तो f भी कन्वर्ज होता है और फिर से दूसरी तरह से यदि यह k है तो यह लिमिटिंग केस में की ओर अग्रसर होता है केस में f डोमिनेटिंग है और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि g डायवर्ज करेगा यदि हमारे पास यह परिणाम है कि g डायवर्ज करता है तो हम इंटीग्रल f के बारे में यह कह सकते हैं कि यह भी डायवर्ज करेगा क्योंकि f डोमिनेटिंग फंक्शन है और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से हमें यहां मिल रहा है तो इस केस में इंटीग्रल f भी डायवर्ज करेगा यदि k∞ है और agxdxडायवर्ज करता है तो afxdxभी डायवर्ज करेगा तो यह सरल कंपैरिजन टेस्ट है जिनकी चर्चा अभी हमने की अब हम कुछ उदाहरण करेंगे उदाहरण के लिए यहां पर हम इंटीग्रल 1dxxx21 के कन्वर्जंस की जांच करेंगे वास्तव में हम यहां एक दूसरा फंक्शन ज्ञात करेंगे जिसे हम x→∞पर इस फंक्शन के साथ रिलेट कर पाए या कंपेयर कर पाए फिर से हमारी समस्या पर है इसीलिए हम यहां पर इंप्रोपर इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पर देखेंगे कि यह फंक्शन x→∞ पर कैसा व्यवहार करता है तो मूल रूप से हम यहां पर x कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास 1xx21 हैं जब x→∞ यह टर्म 1 की ओर अग्रसर होता है इसीलिए यह कोई समस्या नहीं करेगा अब हमारे पास x2है तो 1x2 जब x→∞ तो यहां पर दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रैंड 1x2 की भांति व्यवहार कर रहा है यह हमें फंक्शंस का कंपैरिजन सेट करने में मदद करेगा ध्यान दीजिए 1xx21 〜1x2 मान लीजिए fx1xx21 और gx1x2 fxgxx→∞xx21 1≠0 जब 11x2dx कन्वर्ज होता है ⟹ 1dxxx21भी कन्वर्ज होगा तो यहां पर मुख्य बिंदु यह है कि हमें x→∞पर इस इंटीग्रैंड का व्यवहार देखना है यह सरल फंक्शन 1xp के जैसे फंक्शन के टर्म्स में कैसा व्यवहार करता है और फिर हमें यह लिमिट आसानी से मिल जाती है इस केस में यह नॉन जीरो है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कन्वर्ज करेगा हमारे अगला उदाहरण में हम इंटीग्रल 1x2x51dx के कन्वर्जंस की जांच करेंगे इस केस में भी आप वही अप्रोच रखेंगे जो आपने पहले रखी थी तो हमारे पास फंक्शन fxx2x51 है यहां पर हम इस फंक्शन के व्यवहार की जांच करेंगे तो हमारे पास न्यूमैरेटर में x2 है और यदि आप x521 को x5 का स्क्वेयर रूट लेते हैं तो हमारे पास है x2x51 〜1x तो यह टर्म कोई समस्या नहीं करेगा जब x→∞क्योंकि यह यहां पर एक ही बार होगा इसीलिए इसका व्यवहार इन दोनों टर्म्स से प्रभावित होगा हमारे पास यहां पर x2 x52 2 1 1x52 है और जब x→∞ यह स्क्वेयर रूट टर्म कोई समस्या नहीं कर रहा यह 1 x52 4 2 है यानी कि 1x यह x→∞ पर 1x की भांति व्यवहार कर रहा है इसके आधार पर हम फंक्शन का चुनाव कर सकते हैं हम एक फंक्शन g लेते हैं तो gx1x और अब इस केस में हम फिर से लेते हैं x→∞fxgxx→∞x2xx511 यह लिमिट 1 आती है हमें फिर से इन दोनों फंक्शंस के रेश्यो की एक नॉन्जीरो लिमिट मिलती है दोनों ही इंटीग्रल्स समान रूप से व्यवहार करते हैं इस केस में हम gxइंटीग्रल के बारे में जानते हैं वह है 1x तो यहां पर x का पावर ½ है जोकि 1 से कम है तो विशेष रूप से यह इंटीग्रल डायवर्ज करता है क्योंकि यह इंटीग्रल एक टेस्ट इंटीग्रल था और हमें पता है जब भी x का पावर 1 से कम या बराबर होता है तो इंटीग्रल डायवर्ज करता है यह इंटीग्रल डायवर्ज करेगा और दोनों इंटीग्रल्स समान रूप से व्यवहार करेंगे इसीलिए कंपैरिजन टेस्ट से समस्या में दिया हुआ इंटीग्रल भी डायवर्ज करेगा अतः हमने कंपैरिजन टेस्ट का उपयोग करके इस इंटीग्रल का डायवर्जेंस प्रूव कर दिया है तो यह एक और समस्या है जहां हम यह दिखाएंगे कि इंटीग्रल 0e x2dx कन्वर्ज करेगा इस केस में हम हमारे इंटीग्रल को दो पार्टस में तोडेंगे 01e x2dx 1 e x2dx यह एक ट्रिक है जिसका उपयोग हम कई बार इस 0 से 1 पार्ट को हटाने के लिए करते हैं क्योंकि 01e x2dx एक प्रॉपर इंटीग्रल है यह हमें अब परेशान नहीं करेगा क्योंकि अब यह एक प्रॉपर इंटीग्रल है यानी कि इस इंटीग्रल की लिमिट्स अब फायनाइट है अब हम सिर्फ इसी इंटीग्रल की चर्चा करेंगे यदि यह एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है तो सब कुछ कन्वर्ज करेगा और यदि यह डायवर्ज करता है तो स्वभाविक रूप से दिया हुआ इंटीग्रल भी डायवर्ज करेगा यहां पर जब हम कंपैरिजन टेस्ट को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हम ex2 को एक्सपेंड करते हैं तो हमें1x2x42 मिलता है यह हमेशा x2 वाले टर्म से बड़ा होगा तो हमारे पास यह सभी पॉजिटिव टर्म्स है क्योंकि x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है अतः सभी x0 याx0 यह टर्म x2 वाले टर्म से ज्यादा होगा क्योंकि इसमें x2 वाला टर्म भी है वास्तव में x0 भी है अतः सभी x के लिए यह सत्य है 1x2 इससे ज्यादा है क्योंकि यह बिल्कुल वही टर्म है जो हमने यहां लिया है और बाकी सभी पॉजिटिव टर्म्स हैं अतः किसी भी केस में सभी x के लिए यह इनक्वालिटी लागू होती है अब हम यहां क्या करेंगे अब हमारे पास यह परिणाम है कि ex2x2 है हम इसे इन्वर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं e x21x2 यहां पर हम x0 नहीं ले रहे हैं वास्तव में हमारी समस्या में अब x1 है तो यह स्वभाविक रूप से x1 के लिए सत्य है हमारे पास यह परिणाम है e x21x2 और हम टेस्ट इंटीग्रल जानते हैं की इंटीग्रल 1 e x2dx कन्वर्ज करता है फंक्शन 1x2 e x2से ज्यादा मान लेता है अतः कंपैरिजन टेस्ट से डोमिनेटिंग इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो स्वाभाविक रूप से यह भी कन्वर्ज करेगा यानी कि इंटीग्रल 1 e x2dx भी कन्वर्ज करेगा यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और प्रॉपर इंटीग्रल 0 1e x2dx भी कन्वर्ज करता है दिया हुआ इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा हम यही दिखाना चाहते थे दो इंटीग्रल्स लेने से यह दिखाना बहुत ही सरल हो गया क्योंकि x ≥ 1 है और वास्तव में शून्य के बराबर नहीं है और पहला इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल था अब हमारे पास x ≥ 1 इसीलिए यह कन्वर्ज करता है और तब इन दोनों इंटीग्रल्स का जोड़ भी कन्वर्ज करता है दिया हुआ इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है अब हम एक और उदाहरण लेते हैं इंटीग्रल0sin2x x2dxकन्वर्ज करता है इस केस में हमारी समस्या x0 पर है हम इंटीग्रल को इस तरह से दो पार्ट्स में तोड़ते हैं 01sin2x x2dx1sin2x x2dx यहां पर पहला इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है जिसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं क्योंकि इसकी लिमिट x0 पर फायनाइट है इसीलिए हमें इंटीग्रैंड में x0 पर कोई समस्या नहीं है हम अब दूसरे इंटीग्रल की चर्चा करेंगे वह भी कन्वर्ज करता है जिसकी वजह बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि इंटीग्रैंड जो यहां पर दिया हुआ है sin2x x21x2 है और हम जानते हैं कि 11x2dxकन्वर्ज करता है यहां पर यह डोमिनेटिंग इंटीग्रल है क्योंकि 1x2 sin2x x2से ज्यादा मान लेता है और यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं 0sin2x x2dx भी कन्वर्ज करेगा इसीलिए यह भी कन्वर्ज करेगा टेस्ट इंटीग्रल 11x2dx के आधार पर जो कन्वर्ज करता है तो यहां पर यह डोमिनेटिंग इंटीग्रल था तो स्वाभाविक रूप से यह कन्वर्ज करेगा हम अब एक दूसरा उदाहरण करते हैं यहां पर हम यह दिखाएंगे कि इंटीग्रल 1x tan 1x 1x413dx डायवर्ज करता है मान लीजिए fx tan 1x 1x413 इंटीग्रैंड है हम इस x को नीचे डिनॉमिनेटर में ला सकते हैं तो tan 1x और हमारे पास यहां x है हम इस x4 को भी बाहर निकालते हैं क्योंकि हम x0 पर इसका व्यवहार देखना चाहते हैं तो उस केस में हम x43 को बाहर निकालते हैं हमारे पास x 143 है जोकि सरल करने पर x13 है जब x यह 1 है और यहां पर x0 तब यह 2होगा अतः विशेष रुप से इसका व्यवहार 1x13टर्म से देख सकते हैं यह है x 13 जब x→∞ यहां पर जब x→∞ तब इंटीग्रैंड x 13 की भांति व्यवहार करता है और अब हमें यहां फंक्शन g मिलता है यदि हम g1x13 लेते हैं तो हम x→∞ पर फंक्शन fxgx की लिमिट निकाल सकते हैं x→∞पर fx tan 1x 1x413 की लिमिट निकालने के लिए हम न्यूमैरेटर को x13 ले सकते हैं तो अब हमारे पास यहां पर क्या है हमें यहां पर x→∞ पर फंक्शन x43 tan 1xx431x 413की लिमिट निकाली है जब x→∞ होता है तो यह लिमिट 2 की ओर जाती है और यह 1 की ओर अतः हमें लिमिट 2 मिलती है अब क्योंकि यह लिमिट एक नॉन जीरो नंबर है इसीलिए निष्कर्ष यह है कि दोनों इंटीग्रल f और g समान रूप से व्यवहार करेंगे इस केस में हम जानते हैं कि इंटीग्रल 11x13dx 1 से तक है और यहां पर पावर p1 है इसीलिए यह इंटीग्रल डायवर्ज करेगा अतः समस्या में दिया हुआ इंटीग्रल f भी डायवर्ज करेगा यह इंटीग्रल डायवर्ज करता है क्योंकि हमने इसकी तुलना इंटीग्रल 11x13dx से की है और इन दोनों को समान रूप से व्यवहार करना है क्योंकि इनका व्यवहार x→∞ पर समान है अब इसके साथ हमें निष्कर्ष पर आते है हमने यहां पर दो कंपैरिजन टेस्ट देखें टेस्ट नंबर 1 तब था जब हमारे पास f में यह रिलेशन 0≤fx≤gx था स्थिति में हमें पता था कि यह g कन्वर्ज करता है यह g बड़े इंटीग्रल जिनका फंक्शन ज्यादा मान ले रहा था उनको कन्वर्ज करता है यदि यह कन्वर्ज करता है तो दूसरा वाला भी कन्वर्ज करेगा और यदि यह डायवर्ज करता है तो दूसरा वाला भी डायवर्ज करेगा कंपैरिजन टेस्ट 2 के लिए हमारे पास यह रिलेशंस है यह स्ट्रिक्टली इक्वल हो सकता है क्योंकि x→∞ पर कम से कम g 0 नहीं होना चाहिए तो यदि हमारे पास k का यह मान है k≠0इस केस में वे दोनों समान रूप से व्यवहार करेंगे और यदि k0 है यानी कि यह बहुत जल्दी बढ़ रहा है इस केस में यदि यह कन्वर्ज करता है तो दूसरा वाला भी कन्वर्ज करेगा हमारे पास यह भी परिणाम है कि यदि k∞ है और छोटा इंटीग्रल g डायवर्ज करता है तो f डोमिनेट करता है उस केस में यदि छोटा वाला डायवर्ज करता है तो स्वाभाविक रूप से बड़ा वाला भी डायवर्ज करेगा कंपैरिजन टेस्ट 1 और कंपैरिजन टेस्ट 2 इस लेक्चर के निष्कर्ष है यह वे रेफरेंसेस है जिनका उपयोग मैंने इन लेक्चरर्स को बनाने के लिए किया है